प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है आज की कक्षा में हम फ्लावरिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो फ्लावरिंग मूल रूप से पौधे के जीवन चक्र में वेजिटेटिव़ फ़ेज़ से रीप्रडक्टिव फ़ेज़ में एक ट्रेन्ज़िशन है तो जब आपका प्लांट एक निश्चित समय अवधि में या जीवन चक्र में निश्चित अवधि तक बीज के अंकुरण के बाद पोस्ट इम्ब्रीऑनिक डिवेलॅप्मॅन्ट शुरू करता है तो वे केवल वेजिटेटिव़ विकास को जारी रखते हैं और यह वह अवधि है जब ये शाखाएं बनाते हैं ये पत्तियां बनाते हैं और फिर अपने जीवन चक्र में एक विशेष समय बिंदु पर एक बड़ा निर्णय लिया जाता है जहां यह वेजिटेटिव़ पौधे फ़्लॉरल ट्रेन्ज़िशन की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं और यह रीप्रडक्टिव फ़ेज़ शुरू करते हैं और यह पौधे के जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन चक्र का रीप्रडक्टिव फ़ेज़ सेक्शुअल् रीप्रडक्शन सुनिश्चित करता है और सेक्शुअल् रीप्रडक्शन उच्च पौधों के मामले में प्रॉपगेशनPropagation के उच्च विकसित मोड में से एक है सेक्शुअल् रीप्रडक्शन एक अंग में या प्लांट के एक हिस्से में प्रतिबंधित है जिसे फूल कहा जाता है जिसे एक संरचना पर विकसित किया जाता है जिसे इन्फ्लोरेसन्स कहा जाता है आज की कक्षा में हम यह चर्चा करने जा रहे हैं कि यह ट्रेन्ज़िशन कैसे होता है आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक कौन से हैं जो ट्रेन्ज़िशन के समय को रेग्यूलेट करते हैं और एक बार यह ट्रेन्ज़िशन सुनिश्चित हो जाता है तो कैसे एक विशेष अंग जो फूल है विशेष संरचना अंगों के साथ जैसे कि सेपल पेटलपुंकेसर और कार्पल विकसित किए जाते हैं यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वेजिटेटिव़ प्रक्रिया के दौरान रीप्रडक्टिव फ़ेज़ का दमन होता है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रीप्रडक्शन की प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले पौधे को एक निश्चित मात्रा में ताकत हासिल करनी होती है एक जीन की पहचान की गई जिसे TFL1 कहा जाता है TFL मूल रूप से TERMINAL FLOWER1 है और इस जीन में एक म्यूटॅन्ट की पहचान की गई जहां पौधे जल्दी पुष्पित हो गए अगर जंगली Arabidopsis thaliana को फूल आने में लगभग 40 दिन लगते हैं तो यह म्यूटॅन्ट पौधा बहुत पहले पुष्पित हो जाएगा टर्मिनल फ्लावर म्यूटेंट में यह जल्दी पुष्पित हो जाता है और यह शाखाएं सिंगल टर्मिनल फूल के साथ टर्मनेटिड हो रही है वेजिटेटिव़ फ़ेज़ के दौरान मॉडल डाइकोट प्लांट Arabidopsis के जीवन चक्र में इन पत्तियों का निर्माण होता है जिसे रोसेट पत्तियां कहा जाता है फिर ट्रेन्ज़िशन के बाद शूट एपेक्स इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है और इस इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम में प्रॉपर्टी का मिश्रण होता है वे शाखाएँ जो इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम से आ रही हैं उनकी अनिश्चित प्रकृति है जबकि शाखाओं पर यदि आप इस पुष्प अंग या फूलों को देखते हैं तो ये प्रकृति में निर्धारित होती हैं शाखाएँ विकसित हो सकती हैं और ये कई फूल बना सकती हैं लेकिन एक बार फूल बना देने पर मेरिसेमिक गतिविधि टर्मिनेटेड हो जाती है लेकिन tfl म्यूटॅन्ट में इस शूट की तरह संरचना एकल डिटर्मनेट फूल के साथ टर्मिनेटेड हो जाती है यह फेनोटाइप था जिसे tfl1 म्यूटॅन्ट में देखा गया था यह शीर्ष दृश्य है और आप देख सकते हैं कि यहां ग्रोथ मूल रूप से रुक जाती है और इस मामले में बहुत सारे फूल नहीं बनते हैं तो यह महत्वपूर्ण है जो सुझाव देता है कि TFL1 एक महत्वपूर्ण जीन हो सकता है जो मूल रूप से फ्लावरिंग को दबाता है जो फ्लावरिंग का नेगॅटिव़ रेगुलेटर है दूसरी ओर यदि आप एक अन्य जीन या एक अन्य म्यूटॅन्ट को देखते हैं जिसे leafy कहा जाता है LEAFY फ्लावरिंग का ऐक्टवेटर है Arabidopsis thaliana प्लांट में तीन प्रकार की संरचना होती है पहला टाइप रोसेट और फिर यहां से यहां एक ट्रेन्ज़िशन है यह ट्रेन्ज़िशन है जिसे हम फ़्लॉरल ट्रेन्ज़िशन कहते हैं और यहां पहले कुछ संरचनाएं जो आप यहां देखते हैं यहां उन्हें कोफ़्लोरेसेंस कहा जाता है ये ब्रैक्ट की तरह संरचना रखते हैं और फिर यदि आप उच्च पक्ष में आते हैं तो एक फूल होता है जो ब्रैक्ट की तरह संरचना के बिना होता है तो यह Arabidopsis इन्फ्लोरेसन्स की विशिष्ट वास्तुकला है जंगली प्रकार में आपके पास यह को न्फ्लोरेसन्स है और फिर आपके पास यह अंतिम फूल है लेकिन leafy म्यूटॅन्ट के मामले में को न्फ्लोरेसन्स ठीक है लेकिन बाद के फूल जो शूट की तरह संरचना में परिवर्तित हो रहे हैं तो पुष्प पहचान का नुकसान होता है जो बताता है कि LEAFY महत्वपूर्ण है यदि आप इन दोनों प्रक्रियाओं पर विचार करते हैं तो वेजिटेटिव़ शूट एपिकल मेरिस्टम से ट्रेन्ज़िशन की कुल और पूरी प्रक्रिया फूल तक होती है जिसमें दो चरण होते हैं और यह अंतिम चरण LEAFY द्वारा रेगुलेट होता है इन्फ्लोरेसन्स मेरिटेम में LEAFY की अभिव्यक्ति जो शीर्ष पर है बहुत कम है या डिटिक्टबल नहीं है लेकिन अगर आप फूल या फूलों की प्राइमोर्डिया देखते हैं जो इन्फ्लोरेसन्स मेरिटेम के परिधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है इसमें LEAFY अभिव्यक्ति की मात्रा बहुत अधिक होती है यह सुझाव देता है कि LEAFY जीन फ़्लॉरल मेरिस्टम को पहचान देने में बहुत महत्वपूर्ण है जब आपके पास LEAFY नहीं है तो यह मेरिस्टेम पुष्प मेरिस्टेम पहचान प्राप्त नहीं कर रहा है इसके बजाय यह अधिक प्रकार की इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम पहचान को देखता है और अगर आप इस तरफ देखें तो LEAFY की अभिव्यक्ति बहुत कम है लेकिन इस तरफ tfl म्यूटॅन्ट में वह क्षेत्र जहां से आपकी शाखाएं आ रही हैं वहां LEAFY की अभिव्यक्ति बहुत अधिक है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपके पास LEAFY अभिव्यक्ति की उच्च मात्रा होती है तो यह इस मेरिस्टेम को फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान में बदल देगा इससे यह भी साबित होता है कि TFL और LEAFY ये विपरीत दिखते हैं तो TFL शूट पहचान या शूट की तरह संरचना इन्फ्लोरेसन्स पहचान देने के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि LEAFY फ़्लॉरल मेरिस्टम को पहचान देने के लिए महत्वपूर्ण है और उनके बीच महत्वपूर्ण संतुलन मूल रूप से ट्रेन्ज़िशन का समय और एक मेरिस्टेम की पहचान सुनिश्चित करता है तो TFL ट्रेन्ज़िशन के पहले चरण को भी रेग्यूलेट कर रहा है और फिर LEAFY परिधीय क्षेत्र में एक उचित फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान सुनिश्चित कर रहा है और ये अन्य म्यूटेंट के विशिष्ट योजनाबद्ध आरेख हैं तो यह जंगली प्रकार है और यदि आप leafy म्यूटॅन्ट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान में एक दोष है एक और जीन जो APETALA1 है जो AP1 है यह एक और महत्वपूर्ण जीन है जो फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान देने के लिए जिम्मेदार है और यह LEAFY के साथ या समानांतर में फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान सुनिश्चित करने के लिए काम करता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास LEAFY और AP1 का दोहरा म्यूटॅन्ट है तो आप देख सकते हैं कि LEAFY के साथ ही AP1 म्यूटॅन्ट फेनोटाइप दोनों के फेनोटाइप को बढ़ाया गया है जो बताता है कि ये दो समानांतर मार्गों में काम कर रहे हैं और यह आपका टर्मिनल फूल है जब आपके पास टर्मिनल फूल म्यूटॅन्ट होता है तो आपके पास एक टर्मिनल फूल होता है और यदि आप LEAFY को ओवर व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह टर्मिनल फूल का म्यूटॅन्ट है तो इन सभी इंटरैक्शन से मूल रूप से पता चलता है कि LEAFY और AP1 महत्वपूर्ण कारक हैं परिधीय मेरिस्टम को फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान देने में जो इन्फ्लोरेसन्स में विकसित हो रहे हैं और TFL फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान का एक नकारात्मक रेग्यूलेटर है यदि आप संक्षेप में प्रस्तुत करें वेजिटेटिव़ फ़ेज़ के दौरान TFL1 का अभिव्यक्ति पैटर्न यहाँ हैं लेकिन फ़्लॉरल ट्रेन्ज़िशन के बाद रीप्रडक्टिव फ़ेज़ में यह इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टम में व्यक्त करना जारी रखता है लेकिन फ़्लॉरल मेरिस्टेम में से कोई भी फ़्लॉरल प्राइमोर्डियाfloral primordia विकसित नहीं कर रहा है या TFL1 की कोई भी अभिव्यक्ति दिखा रहा है जबकि इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टम या मेरिस्टेम के केंद्र में LEAFY अभिव्यक्ति नहीं है लेकिन यह परिधीय क्षेत्र जहां आपके फ़्लॉरल प्राइमर्डिया आरंभ होने जा रहे हैं उनमें LEAFY अभिव्यक्ति की मात्रा बहुत अधिक है और यह अभिव्यक्ति विकासशील फ़्लॉरल प्राइमर्डिया में जारी है AP1 में LEAFY की तरह एक ओवरलैपिंग अभिव्यक्ति पैटर्न है बहुत शुरुआती फ़्लॉरल प्राइमर्डिया में आपके पास AP1 अभिव्यक्ति है फिर विकासशील फ़्लॉरल प्राइमोर्डिया में आपके पास उच्च स्तर की अभिव्यक्ति है बाद के चरण में अभिव्यक्ति पहले वोर्ल अंग तक सीमित है जो फूलों के मामले में सीपल्स है तो केंद्र में आपके पास TFL1 अभिव्यक्ति की उच्च मात्रा है और आपके पास LEAFY अभिव्यक्ति की बहुत कम मात्रा है और जब आपके पास TFL की अधिक मात्रा होती है तो TFL चला जाता है और यह AP1 के साथ साथ केंद्र क्षेत्र में LEAFY दोनों को दबा देता है और चूंकि आपके पास LEAFY नहीं है इसलिए आपके पास AP1 नहीं है जिसका अर्थ है कि आप केंद्र में किसी भी तरह के फ़्लॉरल मेरिस्टम पहचान को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं इसलिए यह है कि यह एपेक्स पर इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टम पहचान बनाए रखने में मदद करता है लेकिन अगर आप पॅरिफ़ॅरॅल क्षेत्र को देखते हैं तो यहां पॅरिफ़ॅरॅल क्षेत्र में LEAFY सक्रिय हो रहा है और जब LEAFY सक्रिय हो रहा है तो LEAFY AP1 की अभिव्यक्ति को भी सक्रिय करता है और फिर LEAFY और AP1 दोनों मिलकर पॅरिफ़ॅरॅल मेरिस्टम को फ़्लॉरल मेरिस्टेम पहचान निर्दिष्ट या प्रदान करते हैं दूसरी ओर ये पॅरिफ़ॅरॅल एपेक्स में TFL1 को भी दबाते हैं इन्टर्ऐक्शन को देखें TFL और LEAFY के बीच की ऐन्टेगनिस्टिक इन्टर्ऐक्शन TFL और AP1 1 केंद्र में इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम पहचान के साथ साथ पॅरिफ़ॅरॅल क्षेत्र में फ़्लॉरल मेरिस्टेम पहचान सुनिश्चित करता है यदि आप इस इन्टर्ऐक्शन को याद करते हैं तो वेजिटेटिव़ फ़ेज़ और इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम के दौरान आपके पास TFL1 का स्तर बहुत अधिक है और फिर फ़्लॉरल मेरिस्टेम चरण के दौरान आपके पास LEAFY AP1 AP2 है AP2 जीन का एक A वर्ग है जिसे आप देखेंगे यदि आप वेजिटेटिव़ मेरिस्टेम से इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम के ट्रेन्ज़िशन को देखते हैं इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम में आपके पास TFL1 की अभिव्यक्ति है AP1 और LEAFY पॅरिफ़ॅरॅल मेरिस्टम में हैं और यह पॅरिफ़ॅरॅल मेरिस्टम फ़्लॉरल मेरिस्टम प्रदान कर रहे हैं यदि आपके पास tfl1 म्यूटेंट है तो क्या होगा तो चूंकि TFL LEAFY का एक नकारात्मक रेगुलेटर है इसलिए यदि आपके पास TFL नहीं है तो LEAFY यहां व्यक्त करना शुरू कर देगा और AP1 यहां व्यक्त करना शुरू कर देगा तो सभी तीन केंद्रीय और पॅरिफ़ॅरॅल मेरिस्टेम सभी फ़्लॉरल मेरिस्टेम पहचान लेने जा रहे हैं दूसरी ओर यदि आपके पास LEAFY नहीं है तो TFL पॅरिफ़ॅरॅल मेरिस्टेम में अपने डोमेन का विस्तार करने जा रहा है और चूंकि आपके पास पॅरिफ़ॅरॅल डोमेन में TFL1 की उच्च मात्रा है इसलिए मूल रूप से यह इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम पहचान प्रदान करेगा इसी तरह की चीजें आप तब देख सकते हैं जब आपके पास AP1 और AP2 का डबल म्यूटेंट है यहां आपके पास TFL1 है इसलिए यह इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम होगी लेकिन पॅरिफ़ॅरॅल क्षेत्र में आपके पास AP1 नहीं है जिसका मतलब है कि TFL स्तर भी बहुत अधिक हो जाएगा और LEAFY अकेले पूर्ण फ़्लॉरल मेरिस्टेम पहचान को निर्दिष्ट नहीं कर सकता है तो आपके पास अनिवार्य रूप से इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम पहचान होगी तो यह रिग्यलटॉरी नेटवर्क या यह इंटरैक्शन इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम के परिधीय क्षेत्र में एक स्पष्ट फ़्लॉरल मेरिस्टेम पहचान देने में बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन वे कौन से जीन हैं जो मूल रूप से यह तय कर रहे हैं कि वह समय क्या है जब इस पहचान को दिया जाना चाहिए जब यह वेजिटेटिव़ से इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है जब वेजिटेटिव़ शूट एपिकॅल मेरिस्टेम अपना फेट और पहचान बदल देते हैं और इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम बन जाते हैं और निश्चित रूप से एक फ़्लॉरल रेप्रेस्सर है और इसकी परिकल्पना की गई थी जब इसे 1995 में दिया गया था जब यह प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी प्रारंभिक अवस्था में था और लोगों ने बहुत सावधानी से प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी को देखना शुरू कर दिया था उस समय यह परिकल्पना की गई थी कि वेजिटेटिव़ चरण के दौरान एक मजबूत रीप्रेशन सिगनल होना चाहिए और रीप्रडक्टिव फ़ेज़ कैसे प्राप्त करना है एक मेकॅनिज्म हो सकता है अगर आप दमनकर्ता को रीप्रेश करते हैं जो मूल रूप से फ़्लाउरइंग को सक्रिय करेगा या यदि आप फ़्लाउरइंग के एक नए ऐक्टवेटर को शुरू करते हैं और जब आप सभी डेटा को देखते हैं जब आप पहचाने गए म्यूटेंट या आनुवांशिक नेटवर्क देखते हैं तो आप पाएंगे कि दोनों मार्ग एक विशेष समय अवधि में फ़्लाउरइंग सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं एक कॉन्स्टिट्यूटिव़ॅ रीप्रिशन आधारित मेकॅनिज्म है और इसमें TFL है और वे वेजिटेटिव़ चरण के दौरान फ़्लॉरल रीप्रिशन की इस प्रक्रिया को दृढ़ता से सक्रिय करते हैं लेकिन आपके पास लोन्ग डे प्रचार है फ़्लाउरइंग को सुनिश्चित करने के लिए भी लोन्ग डे पौधों की दिन अवधि बहुत महत्वपूर्ण है फिर इसके अलावा आपके पास कुछ नकारात्मक रिग्यलेटर हैं आपके पास जिब्रेलिक एसिड है जो फूलों को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इससे भी ज्यादा अगर आप यहां देखें तो बड़ी संख्या में जीन की पहचान की गई है यदि आपके पास म्यूटेशन है तो या ये लेट फ़्लाउरइंग फेनोटाइप जल्दी फ़्लाउरइंग फेनोटाइप दिखाते हैं और कुछ स्थिति होती है अगर ये लंबे दिन की स्थिति या कम दिन की स्थिति में हो सकते हैं तो यदि आप इन सभी जीनों को देखते हैं और आनुवंशिक मार्ग या रिग्यलेटर जो मूल रूप से इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो चार प्रमुख मार्ग हैं जो ट्रेन्ज़िशन को रेग्यूलेट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं तो यदि आप पिछली स्लाइडों को याद करते हैं तो आप यह समझेंगे कि ये दो जीन जो मूल रूप से फ़्लॉरल मेरिस्टेम पहचान जीन हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं AP1 और LEAFY तो एक बात जो आपको करनी है वह यह है कि परिधीय मेरिस्टेम में AP1 और LEAFY का सक्रियण पहले सुनिश्चित करें जो कि एक उचित फूल विकास सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम है इसलिए जो भी जीन AP1 या LEAFY1 को सक्रिय कर सकते हैं वे मूल रूप से फ़्लाउरइंग को बढ़ावा देंगे और LEAFY1 और AP1 की गतिविधि को दो अन्य महत्वपूर्ण जीन द्वारा रेग्यूलेट किया जाता है एक है FT और दूसरा है SOC1 और इन जीनों को फ़्लाउरइंग समय जीन कहा जाता है और दोनों AP1 और LEAFY1 के सकारात्मक रेगुलेटर हैं फ़्लाउरइंग सुनिश्चित करने के लिए FT और SOC1 1 को सक्रिय करना होगा लेकिन सामान्य स्थिति में या वेजिटेटिव़ विकास की स्थिति के तहत इन दोनों जींस को एक रेप्रेस्सर द्वारा रीप्रिस्ट रखा जाता है जो FLC है FLC FT और SOC1 का मूल रूप से नकारात्मक रिग्यलेटर है और जब एक उचित सिग्नल होता है तो FLC के रीप्रिशन को रीप्रिस्ट कर दिया जाता है तो आपके पास दो मार्ग हैं एक को मूल रूप से जिबरेलिक एसिड मार्ग से पहचाना जाता है जहां पौधे हार्मोन गिबेरेलिक बहुत महत्वपूर्ण है फ़्लाउरइंग करने में इस एक माध्यम से जिबरेलिक एसिड LEAFY को सीधे सक्रिय कर सकता है लेकिन अन्य मार्ग यदि आप फोटोऑपरियोडिक मार्ग को देखते हैं तो ये CO के माध्यम से FT और SOC1 के सकारात्मक रिग्यलेटर हैं CO CONSTANT है जब एक उपयुक्त फोटोपीयरोड होता है तो यह मार्ग सक्रिय हो जाएगा और यह मार्ग CONSTANTS की अभिव्यक्ति को सक्रिय कर देगा और फिर CONSTANTS जाकर FT और SOC1 को सक्रिय करेगा दूसरे और दो रास्ते एक ऑटॉनमस पैथ्वे है और दूसरा वेरनलिज़शन पैथ्वे है ये दो पेथ्वे जब उपयुक्त या फ़्लाउरइंग को प्रमोट करने की स्थिति में होते हैं तो ये क्या करते हैं ये FLC अभिव्यक्ति को दबाते हैं तो FLC FT और SOC1 का एक नकारात्मक रिग्यलेटर है इसलिए यदि आप FLC को अनिवार्य रूप से दबाते हैं तो आप FT को सक्रिय कर रहे हैं आप SOC1 को सक्रिय कर रहे हैं Arabidopsis thaliana एक लंबा दिन प्लांट है यदि दिन की लंबाई लंबा दिन है यदि सभी स्वायत्त सिग्नलिंग सही ऐजउ में है सही ताकत और फिर वर्नालाइजेशन सिग्नलिंग पॉजिटिव है यदि सब कुछ ठीक है तो यह सब मार्ग FT और SOC1 के माध्यम से अंततः AP1 और LEAFY को सक्रिय करेंगे और एक बार AP1 और LEAFY सक्रिय हो जाने के बाद अभी अभी आपने देखा है कि तब मेरिस्टेम की पहचान उस मैरिस्टेम से होती है जो मूल रूप से इन्फ्लोरेसन्स के फ्लैंक में आ रहा है जो फ्लोरल मेरिस्टेम की पहचान लेगा तो वहाँ स्विच है वहाँ पहचान का परिवर्तन है वेजिटेटिव़ चरण के दौरान आपके पास शूट एपिकॅल मेरिस्टम है फिर ट्रैन्ज़िशैन के बाद इस शूट एपिकल मेरिस्टेम की पहचान बदल जाती है और यह इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम बन जाता है जब यह शूट एपिक मेरिस्टेम था तब परिधीय प्राइमर्डिया ये मूल रूप से लीफ प्रिमोर्डिया थे लेकिन जब ये इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम बन जाते हैं तो परिधीय प्राइमर्डिया जो यहां आ रहा है अगर यह इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम है तो यह फ़्लॉरल प्राइमर्डिया हो जाएगा जिसका अर्थ है कि इसे कुछ फ़्लॉरल प्राइमर्डिया विशिष्ट जीन और कुछ जीन को सक्रिय करना होगा जो फ़्लॉरल अंग प्रतिरूप को रेग्यूलेट करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं यदि यह फ़्लॉरल प्राइमोर्डिया है तो यह फूल बनाने और फूल विशिष्ट अंगों को विकसित करने वाला है और फूल विशिष्ट अंगों सीपाल पंखुड़ी पुंकेसर और कार्पल हैं और ये काम जीन के एक वर्ग द्वारा किया जाता है जिसे A B C और E कहा जाता है जीन के इन वर्ग को फ़्लॉरल अंग पहचान जीन कहा जाता है ये डेवलपमेंट में प्रत्येक अंगों को एक उचित पहचान प्रदान करते हैं और ये सभी जीन मूल रूप से LEAFY और AP1 द्वारा बाद में सक्रिय हो रहे हैं इसलिए यदि आप देखें कि AP1 LEAFY द्वारा सक्रिय हो रहा है AP1 दोहरी फ़ंक्शन जीन है तो यह पुष्प मेरिस्टेम पहचान जीन है इसी समय यह A क्लास जीन भी है जो सेपल विकास के लिए जिम्मेदार है जिसे आप बाद की स्लाइड में देख सकते हैं तो मूल रूप से LEAFY AP1 A क्लास जीन को सक्रिय करता है LEAFY UFO के साथ B क्लास जीन को सक्रिय करता है जो कि AP3 और PI है अरबिडोप्सिस में और LEAFY WUSCHEL के साथ AGAMOUS AG जीन को सक्रिय करता है जो मूल रूप से C क्लास जीन है और फिर आपके पास जीन का एक और सेट है जिसे E क्लास जीन कहा जाता है यहां उल्लेख करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर सिग्नॅल पत्ती में प्राप्त हो रहे हैं और फ़्लाउरइंग का ट्रेन्ज़िशन या मेरिस्टेम भाग्य को बदलने का निर्णय शीर्ष पर होता है सवाल यह है कि यह सिग्नॅल जो पत्तियों में प्राप्त हो रहा है वह कैसे शीर्ष पर संचारित हो रहा है और एक लंबी दूरी की सिग्नलिंग यहां शामिल है और एक महत्वपूर्ण अणु है जो FT है जो एक मोबाइल फ्लोरीजेन है और पत्ती से शीर्ष पर जाता है तो FT पत्ती में सक्रिय हो रहा है और फिर यह वास्कुलर ऊतक के माध्यम से फ्लोएम के माध्यम से चलता है और जब यह एपेक्स पर पहुंचता है तो एपेक्स में यह जीन को सक्रिय करता है तो यदि आप यहां इस आरेख को देखते हैं तो यह आप की पत्ती है और यह आपका एपेक्स है तो पत्ती में FT को वेजिटेटिव़ चरण के दौरान कई मेकॅनिज्म द्वारा रीप्रिशन किया जाता है पत्तियों में कई मेकॅनिज्म होते हैं जो FT को दमन कर रहे हैं लेकिन जब एक सही संकेत और फोटोऑपरोड होता है तो यह CONSTANT को सक्रिय करता है और CONSTANT FT को सक्रिय कर रहा है और जब आपके पास FT और अन्य मार्ग जैसे वर्नालाइज़ेशन पाथवे ऑटोनॉमस पाथवे जिबरेलिक एसिड मार्ग हैं तो वे FT को सक्रिय करने के लिए भी काम कर रहे हैं लेकिन ये रीप्रिशर्स का रीप्रिशन कर रहे हैं तो अगर आप यहां देखते हैं FT पत्ती में सक्रिय हो रहा है और फिर यह फ्लोएम के माध्यम से शूट एपेक्स तक पहुंच रहा है एक बार यह शूट एपेक्स तक पहुंच गया यह FD नामक एक अन्य जीन के साथ इन्टरैक्ट करता है और ये एपेक्स में मेरिस्टेम के केंद्र में हैंये SOC1 को सक्रिय करते हैं ये AGAMOUS LIKE 24 को सक्रिय करते हैं और SPL9 जीन के साथ SOC1 और AGAMOUS LIKE 24 के बीच की इंटरेक्शन जो केंद्र में इन्फ्लोरेसन्स मेरिटेम बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन फ्लैंक क्षेत्र या परिधीय क्षेत्र में ये मार्ग या ये मेकॅनिज्म ये LEAFY को सक्रिय करते हैं ये AP1 को सक्रिय करते हैं और फिर LEAFY और AP1 या LEAFY1 और AP1 के बीच संपर्क और फिर इस क्षेत्र में TFL का दमन अनिवार्य रूप से इस परिधीय क्षेत्र के लिए पुष्प मेरिस्टेम पहचान सुनिश्चित करता है तो जीन के तीन वर्ग हैं A B और C और ये कैसे व्यक्त करते हैं तो ये अतिव्यापी तरीके से व्यक्त करते हैं तो A क्लास जीन ये सेपल में सक्रिय हो जाते हैं और ये सेपल और पेटल प्रिमोर्डिया में जारी रहते हैं B श्रेणी के जीन पंखुड़ी से सक्रिय हो जाते हैं और यह पंखुड़ी और स्टैमेन प्रिमोर्डिया में होता है और C श्रेणी के जीन यहां पुंकेसर और कार्पेल प्रिमोर्डिया में सक्रिय हो जाते हैं जबकि E श्रेणी के जीन हर जगह व्यक्त किए जाते हैं तो ये जीन विशेष रूप से सक्रिय हो रहे हैं और LEAFY इन जीनों को एक बहुत ही विशिष्ट डोमेन में सक्रिय करने में शामिल है LEAFY मेरिस्टेम के क्षेत्र में AP1 को सक्रिय करता है जिसके लिए जिम्मेदार है मूल रूप से सेपल और पेटल ज़ोन फिर यह B क्लास जीन को सक्रिय करता है जो पेटल और स्टैमेन ज़ोन में AP3 और PI है और फिर यह सक्रिय हो जाता है आखिर में C क्लास जीन जो कार्पेल ज़ोन में AGAMOUS है तो LEAFY का कार्य न केवल एक मेरिस्टेम को फ्लोरल मैरिस्टेम पहचान देना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि पुष्प अंग पैटर्निंग की डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएं भी बहुत विशिष्ट तरीके से या बहुत डोमेन विशिष्ट तरीके से सक्रिय हो रही हैं AP1 का अभिव्यक्ति पैटर्न आप डेवलपिंग सेपाल और पंखुड़ी प्राइमोर्डिया में देख सकते हैं यदि आप AGAMOUS देखते हैं तो यह केवल केंद्र में है और यदि आप AP3 देखते हैं तो यह मूल रूप से उस डोमेन में है जहाँ आपके पास पेटल और स्टैमेन प्रिमोर्डिया है और जब आप LEAFY 1 व्यक्त करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन सभी जीनों के अभिव्यक्ति डोमेन का विस्तार हो रहा है तो यह प्रारंभिक अवस्था में इन जीनों का केवल अभिव्यक्ति पैटर्न है और जब एक फ्लाउअरिंग होती है E क्लास जीन एक तरह से बहुत दिलचस्प है कि यह A B C श्रेणी के जीन के लिए कोफ़ेक्टर की तरह काम करता है और चार E क्लास जीन हैं SEPALLATA1 2 3 और 4 और यदि आप अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं तो SEPALLATA1 और 2 को मोटे तौर पर व्यक्त किया जाता है लेकिन SEPALLATA3 और 4 मूल रूप से अभिव्यक्ति प्रतिबंधित है और ये अंग को कैसे रेगुलेट करते हैं यह अभिव्यक्ति पैटर्न A का अवलोकन है सेपल में B श्रेणी के जीन पंखुड़ियों और पुंकेसर में और सी श्रेणी के जीन आपके केंद्र में होते हैं तो यह A प्लस B प्लस C श्रेणी का जीन होता है तो आपके पास इस तरह के विशिष्ट और ओवरलैपिंग अभिव्यक्ति पैटर्न हो सकते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी इन्टर्ऐक्शन उनके ओवरलैप मूल रूप से पहचान को परिभाषित करती है सेपल में आपके पास केवल A क्लास जीन और E क्लास जीन होता है तो ए क्लास जीन यहाँ है बी क्लास जीन यहाँ है सी क्लास जीन यहाँ हैं ई क्लास जीन यहाँ हैं तो यदि आप इस क्षेत्र को केवल इस क्षेत्र को देखते हैं जो सेपल बनाने जा रहा है तो इसमें केवल A वर्ग जीन और E वर्ग जीन है और यह इन्टर्ऐक्शन मूल रूप से सेपल पहचान देता है पंखुड़ियों में आपके पास बी क्लास जीन ए क्लास जीन और ई क्लास जीन है तो आपके पास A B और E है और ये तीन जीन एक साथ पंखुड़ी की पहचान सुनिश्चित करते हैं इसी तरह पुंकेसर में आपके पास B C और E है और यह पुंकेसर को पहचान देता है और बहुत केंद्र में जहां आपके पास कापेल है आपके पास केवल C और E साथ में हैजो सेपल में कापेल पहचान सुनिश्चित करते हैं आपके पास A E हैं जो पंखुड़ी में इन्टर्ऐक्ट करते हैं आपके पास A B E इन्टर्ऐक्टिंग है पुंकेसर में आपके पास B C E इंटरेक्टिंग है और कार्पल में आपके पास C और E इंटरेक्टिंग है और यह आप यहां देख सकते हैं यदि आपके पास इस में म्यूटॅन्ट है तो क्या होता है यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि A मूल रूप से C के डोमेन को प्रतिबंधित करता है और ये परस्पर विरोधी हैं इसलिए ये अपने डोमेन को प्रतिबंधित कर रहे हैं यदि आपके पास ए श्रेणी म्यूटॅन्ट है तो क्या होता है कि C का प्रतिबंध गायब हो जाता है और C यहां व्यक्त करना जारी रख सकता है तो इस क्षेत्र में अब C और E है और C और E कार्पल देगा फिर आपके पास B C E है यह स्टेमेन देगा B C E यह स्टेमेन देगा और यहाँ आपके पास कार्पल है तो यदि आपके पास A श्रेणी का म्यूटॅन्ट है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपके फूल में कार्पेल स्टैमेन स्टैमेन कार्पल होगा इसी तरह यदि आपके पास B श्रेणी का जीन नहीं है तो आपके पास यहां सेपल होगा सेपल यहां कार्पेल यहां यह आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास सेपल की दो वर्ल हैं और फिर कार्पेल की दो वर्ल हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर आपके पास C क्लास म्यूटॅन्ट जीन है तो क्या होता है कि A श्रेणी का जीन अब यहां व्यक्त करना जारी रखेगा तो यहाँ आपके पास A और E हैं यह सेपल देगा A B E यह पेटॅल देगा और यहाँ आपके पास केवल A और E है यह सेपल देगा लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हुआ कि ये संरचना मूल रूप से जारी रही तो फूल फेनोटाइप के भीतर एक फूल है जो बताता है कि इस म्यूटेंट में फ़्लॉरल डिटर्मनैसी खो गई है तो आम तौर पर जंगली प्रकार में क्या होता है जब आपका अंतिम अंग जो कार्पल होता है जब कार्पेल को बनाया जाता है तो ऑर्गोजेनेसिस रुक जाता है और इसे स्टेट ऑफ डिटर्मनैसी कहा जाता है लेकिन C वह डिटर्मनैसी सुनिश्चित कर रहा है कि यदि आपके पास C श्रेणी के जीन नहीं हैं तो पुष्प अंग दोष पैटर्न के अलावा लेकिन आप पुष्प डिटर्मनैसी का नुकसान भी देख सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात अगर आपके पास यहां E म्यूटॅन्ट नहीं है तो E जीन तो मूल रूप से SEPALLATA 1 2 3 4 तो यदि आपके पास उन सभी के लिए म्यूटॅन्ट है हालांकि A जीन B जीन और C जीन ठीक हैं लेकिन ये कार्य नहीं कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि उनकी गतिविधि E श्रेणी के जीन पर निर्भर है और इस मामले में आप देख सकते हैं कि सभी वर्ल की लीफ जैसी संरचना होने वाली है तो यह स्पष्ट है कि A B C और E के बीच गतिविधि और इंटरेक्शन पुष्प पहचान को रेगुलेट करने के लिए महत्वपूर्ण है तो ये विभिन्न अंग पैटर्निंगorgan patterning's हैं पुष्पक्रम से पुष्प मेरिस्टेम के लिए ये अलग अलग चरण हैं फिर पुष्प मेरिस्टेम में आपके पास कन्सिन्ट्रिक रिंग फॉर्मेशन सेपल पंखुड़ी पुंकेसर और कार्पल है फिर उसी समय यहां समरूपता टूटी हुई है आपके पास ऑर्गन ग्रोथ है और फिर अंग की परिपक्वता है तो ये फूल विकास के विभिन्न चरण हैं और फिर आपके पास अलग अलग जीन हैं जो विभिन्न चरणों को रेगुलेट कर रहे हैं अंतिम बात जो महत्वपूर्ण है वह है फ़्लॉरल डिटर्मिनसी जैसा कि मैंने कहा कि फूल प्रकृति में डिटर्मनैट होते हैं इसलिए वे एक बार फाइनल ऑर्गन को टर्मिनेट कर देते हैं जो कार्पेल बना होता है और आप यहां देखते हैं यदि आप WUSCHEL की अभिव्यक्ति देखते हैं जो आपने पहले से ही पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है कि WUSCHEL और CLAVATA ये इस स्टेम सेल गतिविधि के बहुत महत्वपूर्ण रेगुलेटर हैं और फूल में ऐसा होता है कि प्रारंभिक चरण में एक मजबूत WUSCHEL अभिव्यक्ति और मजबूत CLAVATA3 अभिव्यक्ति है लेकिन एक बार फूल परिपक्व होने के बाद आप देख सकते हैं कि WUSCHEL और CLAVATA3 अभिव्यक्ति लगभग गायब हो गई है लेकिन अगर आपके पास agamous म्यूटेंट है जो मूल रूप से C क्लास जीन म्यूटेंट है जहां आपको ऑर्गन डिफेक्ट के साथ साथ डिटर्मिनसी डिफेक्ट भी है आप लेट स्टेज पर भी देखते हैं WUSCHEL और CLAVATA3 की अभिव्यक्ति बनी हुई है जो सुझाव देती है कि डिटर्मिनसी खो गई है क्योंकि कोई स्टेम सेल टर्मिनेशन मेकॅनिज्म नहीं है इसलिए सामान्य स्थिति में शुरुआती चरण में आपके पास WUSCHEL और CLAVATA होता है इस स्तर पर यदि आप WUSCHEL और CLAVATA को देखते हैं और वे मूल रूप से केंद्र में स्टेम सेल पूल बनाए हुए हैं और इसीलिए इनडिटर्मनैट ग्रोथ है लेकिन बाद के चरण में जब यह फूल ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में होता है LEAFY और WUSCHEL एक साथ AGAMOUS को केंद्र में सक्रिय करता है और यह AGAMOUS कार्पल और स्टैमेन पहचान के लिए जिम्मेदार होता है लेकिन बाद के चरण में एक ही समय में जब कार्पेल की पहचान पहले से ही स्थापित हो गई है यह WUSCHEL KNU जीन को सक्रिय करता है और यह जीन मूल रूप से जाता है और WUSCHEL को दमन करता है और यह महत्वपूर्ण फैक्टर है जब आप WUSCHEL को रिप्लेस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि WUSCHEL CLAVATA सिग्नलिंग मार्ग खो जाने के बाद कोई CLAVATA नहीं है तो केंद्र क्षेत्र स्टेम सेल निच को बनाए नहीं रख सकता है और इसीलिए ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है WUSCHEL और CLAVATA के अलावा साइटोकिनिन स्टेम सेल पूल को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आप जानते हैं कि यह बायोसिंथेसिस एंजाइम साइटोकिनिन स्टेम सेल के रखरखाव पर एक सकारात्मक भूमिका रखता है शुरुआती चरण में औक्सिन प्रतिक्रिया कारकों ARF3 को रिप्रेस्ड रखा जाता है लेकिन बाद के चरण में यह ARF3 औक्सिन द्वारा सक्रिय हो रहा है औक्सिन बहुत विशेष रूप से बाद के चरण में कार्पेल में सक्रिय हो रहा है तो कार्पेल में ऑक्सिन होता है जब एक बार ऑक्सिन कार्पेल में होता है यह ARF3 को सक्रिय करता है ARF3 जाता है और साइटोकिनिन सिग्नलिंग मार्ग को रीप्रेस करता है और फलतः ये WUSCHEL अभिव्यक्ति डोमेन को रीप्रेस करता है इसलिए यह कंपलेक्स मेकॅनिज्म यह सभी रेगुलेटर एक साथ सुनिश्चित करते हैं कि फ़्लॉरल ऑर्गन पैटर्निंग के अंत में मेरिस्टेमmeristems की खपत हो रही है और विभाजित कोशिकाओं को मेंटेन रखने के लिए कोई मेकॅनिज्म नहीं है आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ रुकेंगे और अगली कक्षा में हम पौधों में सेल सेल कम्यूनकेशन के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद